सुप्रभात यह हमारा आखिरी व्याख्यान है जो विशेष रूप से मौजूदा मेसनरी संरचनाओं के मूल्यांकन पर है हमने संरचनात्मक मॉडलिंग और विश्लेषण के पहलू को देखना शुरू किया था और मैं मूल रूप से आपके साथ विभिन्न दृष्टिकोणों को प्रस्तुत कर रहा था जो विशिष्ट रूप से प्रतिरोध के पार्श्व लोड तंत्र और मेसनरीके निर्माण को प्रभावित करते हैं इसलिए हम संभावित मॉडलिंग दृष्टिकोणों को देख रहे हैं और इनमे से अधिक लोकप्रिय मॉडलिंग और विश्लेषण के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण है भूकंपीय विश्लेषण मेसनरीनिर्माण जिसे समतुल्य फ़्रेम मॉडलिंग के रूप में संदर्भित किया जाता है लोड असर वालेमेसनरी दीवार पर आप आवश्यक संशोधन करते हैं जिससे की समतुल्य फ्रेम बनता है जो क्षैतिज रूप से संरेखित तत्वों का एक संयोजन हैं जिसे स्पांडेरलस कहा जाता है और लंबवत संरेखित तत्व जो पियर हैं वह एक विरोध फ्रेम है जो वास्तव में पार्श्व बलों का विरोध करेगा हम एक समरूप फ्रेम के रूप मेंमेसनरी लोड के निर्माण को देख रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि कठोर ऑफ़सेट्स के साथ यहां एक अतिरिक्त वाक्यांश है और जब हम समतुल्य विचार करते हैं तो हमें कठोर ऑफसेट की आवश्यकता के कारण की जांच भी करनी पड़ती है जो विशेष रूप से मेसनरी निर्माण के साथ फ्रेम मॉडलिंग है तो यहाँ क्या हो रहा है आप एक मेसनरी वाली दीवार को देख सकते हैं जिसे चित्र में दिखाया गया है यह मेसनरी की दीवार ऊर्ध्वाधर लोड विरोध तत्वों से बनी है जो गुरुत्वाकर्षण भार को तत्वों को ले जा रहे हैं और जो फैलाव और पियर्स के बीच कप्लर्स के रूप में कार्य करता है तो वास्तव में समकक्ष फ्रेम मॉडलिंग में क्या होता है कि पियर्स को स्तंभों के समान माना जाता है और इन स्पैन्ड्रेल को बीम के समान माना जाता है और फिर एक फ्रेम बिल्डिंग की तरह बीम कॉलम जुड़ते हैं और वे पियर्स और स्पैन्ड्रल्स के बीच कोने होते हैं तो इस तरह के एक समतुल्य फ्रेम के आदर्शीकरण होता है और फिर आप पियर्स के गुणों और स्पैन्ड्रेल के गुणों का वर्णन करते हैं जो फ़्रेम तत्व या बीम तत्व हो सकते हैं इसी प्रकार यहाँ संयुक्त पियर्स और स्पैन्ड्रेल के बीच विकृति के कारण आपको विकृतियों को कम करना होगा और संभवतः इसे एक कठोर मॉडल के साथ संयुक्त होना होगा हम एक पल में इसपर वापस आएंगे अगर आप एक दी गई फ्रेम को देखते हैं तो एक दीवार में अलग अलग प्रकार के आकार खुले हो सकते हैं इसमे वेंटिलेटर खुले हो सकते खिड़की खुली हो सकती है और भी विभिन्न आकार खुले हो सकते हैं और हमने देखा है कि मेसनरी में प्रतिरोध एक खाली दीवार में हो सकता है जब आप एक ऐसी दिवार को देखते हैं जिसमे शियर ओपनिंग हो तो उसमे वेध निर्धारित किया जाता है कि शियर की ऊंचाई और चौड़ाई क्या है इसलिए यदि आप नीचे दिए गए स्केच को देखते हैं तो यह एक प्रकार का दिशानिर्देश है जो हमें स्थापित करने में मदद करता है की पीयर की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि इस चित्र में तीन अलग अलग ओपनिंग दो खिड़कियां हैं और विभिन्न आकारों का एक दरवाज़ा है उनमें से प्रत्येक एक अलग आकार का है फिर प्रतिरोध मेसनरी इन स्तरों के बीच क्या करती है अगर मैं उन्हें बराबर कॉलम के रूप में मॉडल करूं तो उस कॉलम की ऊंचाई क्या होनी चाहिए क्योंकि स्तंभ अब इन उद्घाटन के बीच विकृति का विरोध करने वाला तत्व है इसलिए यहां एक तर्कसंगत प्रक्रिया है जो यह निर्धारित करेगी कि तत्व की कितनी ऊंचाई होनी चाहिए तो आप देख सकते हैं कि यह पूरी तरह से ज्योमेट्री पर आधारित है और यह ज्योमेट्री यह है की दीवार के किनारे और उद्घाटन के बीच की दूरी क्या है जिसे हम D कहेंगे और H स्थापित होगा जो औसत ऊंचाई के अलावा कुछ भी नहीं है 30 डिग्री के कोण जो उद्घाटन से घटाया गया है और H और कुछ नहीं बल्कि प्रत्येक उद्घाटन के बीच औसत ऊंचाई है तो कुल अंतर मंजिला ऊंचाई खोलने की चौड़ाई और बीच की औसत ऊंचाई उद्घाटन यह संभव है कि आप जिस प्रभावी ऊंचाई पर विचार कर रहे हैं समकक्ष फ्रेम मॉडलिंग से उस पर पहुंचना संभव है तो मूल रूप से एक बार जब आप घाट की प्रभावी विकृत ऊँचाई स्थापित करते हैं तो आप बराबर फ्रेम को इकट्ठा करने के लिए उन का उपयोग करते हैं लेकिन जब से ये पियर्स अलग अलग ऊंचाइयों के होते हैं तो आपको जोड़ों पर कठोर होने की आवश्यकता है जो स्थानों पर क्षैतिज तत्वों के साथ कनेक्शन सुनिश्चित करेगा जहां आपके पास एक मंजिल डायाफ्राम या स्पैन्ड्रेल है तो आप देख सकते हैं कि कठोर संयुक्त विभिन्न आयामों का है और यह वही है जो पियर्स के विभिन्न आकारों के संबंध में अंतर मंजिला ऊंचाई को बराबर करेगा तो मूल रूप से स्पैन्ड्रेल या बीम तत्वों स्तंभ तत्वों की एक विधानसभा के रूप में अलग अलग ऊंचाइयों और संयुक्त तत्वों को आप दीवार को समतुल्य फ्रेम के साथ परिवर्तित कर रहे हैं और अब इस समतुल्य फ्रेम का इलाज किया जा सकता है जैसे आप नियमित पोर्टल फ्रेम के विश्लेषण को अंजाम देते है लेकिन स्तंभ तत्व और बीम तत्वों में वास्तविक पार अनुभाग के आधार पर अनुभागीय गुण होंगे जो पियर अनुभाग या स्पैन्ड्रेल क्रॉस सेक्शन होगा और वास्तविक सामग्री और क्रॉस सेक्शन के आधार पर लोचदार मापांक और कतरनी मापांक भी होगा क्योंकि विकृत आकार ऊंचाइयों के आकार के कारण यह भिन्न हो सकते हैं इस अगले आंकड़े में यहां दिखाई देने वाली विकृति लंबाई दर्शाती है लेकिन विकृतिपूर्ण फ्रेम तत्व की लंबाई अलग हो सकती है अब क्यूंकि यह विकृत लंबाई है आपको यह सुनिश्चित करने के लिए इन कठोर ऑफ़सेट्स की आवश्यकता है ताकि इंटर मंजिला ऊंचाई पूरी तरह से कवर हो जाये और यह विभिन्न फ्रेम तत्वों को समान बनाता है और आप देखते हैं कि कैसे कठोर ऑफसेट्स की अलग अलग लंबाई तब आपके कुल फ्रेम को ऊंचाई सुनिश्चित करने के लिए उपयोग की जाती है और एक समकक्ष फ्रेम के रूप में तैयार किया गया है तो मूल रूप से इस कठोर ऑफसेट का क्या मतलब है कि गणना की गई Heff मूल घाट का केवल एक विकृत हिस्सा है यह बाकी है क्योंकि संयुक्त का हिस्सा वह जगह है जहां विकृतियां कम होती हैं और इसलिए इसे एक कठोर जोड़ माना जाता है जैसे की आप संयुक्त फ्रेम में एक बीम स्तंभ संयुक्त पर और प्रबलित कंक्रीट तत्व को देखते हैं तो यहाँ आप फ्रेम मॉडलिंग या एक पोर्टल के बीच आने वाले तुल्यता को देखते हैं जो फ्रेम मॉडलिंग एक भार वहन छिद्रित मेसोनरी वाली दीवार में परिवर्तित होगी तो यह एक मानक प्रक्रिया है जिसे अपनाया जाता है और ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो उपलब्ध हैं जो आपको ऐसा करने में सहायता करेंगे फिर आप इस रूप में संरचना के पूरे तीन आयामी मॉडल को इकट्ठा कर सकते हैं और एक गुरुत्वाकर्षण भार और एक पार्श्व भार विश्लेषण कर सकते हैं जैसा की आपने नियमित फ़्रेमयुक्त संरचना में किया तो आप देख सकते हैं कि एक तत्व उन्डेफोमेड और डेफोमेड मॉडल में कैसा दिखेगा जबकि डेफोर्मेशन केवल विकृति की लंबाई में हो रही है या स्वयं फ्रेम की विकृत लंबाई में हो रही है अब दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि घाट तत्व एक आदर्शित बल विस्थापन के साथ प्रदान किए जाते हैं और इसी तरह एक स्पैन्ड्रेल तत्व को एक गैर रैखिक बल भी प्रदान किया जाता है जिसे विस्थापन व्यवहार कहते हैं तो इन विकृत तत्वों में से प्रत्येक स्पैन्ड्रेल में घाट तत्व है इस मामले में तत्व को गैर रैखिक बल विस्थापन व्यवहार के साथ परिभाषित किया गया है यह एक हिस्टैरिक व्यवहार के रूप में भी माना जाता है और इसपर चक्रीय प्रतिक्रिया भी की जा सकती है जो गैर रेखीय विश्लेषण होता है तो इसका एक हिस्सा लोड असर को छिद्रित कतरनी दीवार के समान फ्रेम में बदलता है और दूसरे हिस्से को वास्तव में मेसोनरी और स्पैन्ड्रल्स की आवश्यकता होती है जो कुछ आदर्शित बल विस्थापन के रूप में पार्श्व भार व्यवहार गैर रैखिक वक्र की तरह होता है जो आप के लिए गैर रैखिक स्थिर या चक्रीय विश्लेषण करने में सक्षम होने के लिए उपलब्ध है जिसके लिए आपको हिस्टेरेटिक वक्र की आवश्यकता होगी जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होते हैं इसलिए यह एक मानक दृष्टिकोण है जिसे चिनाई मॉडलिंग और विश्लेषण के लिए अपनाया जाता है यह प्रदर्शन करने के लिए व्यावसायिक रूप से सॉफ़्टवेयर उपलब्ध हैं न केवल 2 आयाम में विमान विश्लेषण में लेकिन 3 आयामी विश्लेषण में भी है जो विभिन्न विमानों के बीच तीन आयामी मॉडल में कनेक्शन इकट्ठा करके एक गुरुत्वाकर्षण भार विश्लेषण या एक स्थैतिक पुशओवर विश्लेषण कर सकता है और पार्श्व लोड वक्र या संरचना के क्षमता वक्र को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं कुछ विश्लेषण कार्यक्रम जो व्यावसायिक रूप से वहां उपलब्ध हैं उसे मेसनरी का भूकंपीय विश्लेषण कहा जाता है जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कार्यक्रम है अन्य दृष्टिकोण भी हैं जो समान आधार पर आधारित हैं और इसके लिए भी व्यावसायिक रूप से सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जहां आप थोड़े से अलग मॉडलिंग के वर्ग में काम करते हैं जिसे मैक्रो एलिमेंट मॉडलिंग कहा जाता है जहां फिर से समतुल्य फ्रेम की मॉडलिंग की जा रही है लेकिन अब स्पांडरेल्स में पीअर्स को मैक्रो तत्व कहा जाता है और मैक्रो तत्व में गैर रेखीय विशेषताओं को प्रदान किया जाता है जो आपको फ्रेम को इकट्ठा करने और गैर रैखिक विश्लेषण करने में मदद करता है तो इस विशेष मामले में मैं 3MURI नामक एक विशिष्ट कार्यक्रम की बात कर रहा हूं जो कि 3 आयामी मेसनरी दीवारों का विश्लेषण है तो इस मामले में आप एक एकल मेसनरी दिवार को देख सकते हैं जो ऊर्ध्वाधर मैक्रो तत्वों के रूप में तैयार की जाती है जो कि क्षैतिज मैक्रो तत्वों को पियर्स करता है जो लिंटेल हैं और फिर कठोर नोड भी होता है जो उस कठोर ऑफसेट की तरह है जो हमने डीफॉरमेबल के मामले में देखा था और फिर कठोर नोड लिंटल्स और पियर्स की एक असेंबली आपको मूल रूप से छिद्रित कतरनी दीवार का एक फ्रेम मॉडलिंग दिखा सकती है तो इस विशेष दृष्टिकोण में दो सिर वाले मैक्रो तत्व हैं जो पियर्स और स्पैन्ड्रल्स या लिंटल्स का प्रतिनिधित्व कर रही है और जैसा कि आप कोने में देख सकते हैं ग्रे रंग के कोने वे जोड़ होते हैं जिन्हें कठोर शरीर माना जाता है और अनुमान है कि आप वहाँ कुछ विरूपण भी देख सकते है लेकिन यह पीअर्स और स्पैंड्रल्स की तुलना में बहुत छोटा होता है फर्श डायाफ्राम कठोर माना जाता है लेकिन फर्श को कुछ विकृति भी माना जा सकता है जो अलग अलग दिशाओं में अलग होती है तो आप यह भी रूढ़िवादी तत्वों के रूप में मॉडल कर सकते हैं इसलिए यह विशेष दृष्टिकोण की अनुमति देता है और फ्लेक्सिबल डायाफ्राम अर्ध कठोर डायाफ्राम जैसे मतभेदों पर विचार कराता है इसलिए मैक्रो एलिमेंट कुछ इस तरह दिखता है जैसे कि पीअर के पास एक असेंबली होगी जिसके तीन हिस्से होंगे केंद्रीय भाग वह होता है जो मैक्रो तत्व का शियर व्यवहार होता है और ऊपर और नीचे विशेष रूप से वह है जहाँ फ्लेक्सचर के कारण क्रशिंग होती है वे स्थान लचीले व्यवहार को नियंत्रित करते हैं इसलिए 1 2 और 3 का तत्व गठन लचीले व्यवहार और स्वतंत्रता के लिए आवश्यक विशिष्ट डिग्री हैं और व्यवहार तब स्थूल तत्व का निर्माण करेगा जो समग्र फ्रेम असेंबली का हिस्सा है तो यहां तक कि 2 आयामी दीवारों को इकट्ठा करके जो कि कई स्थूल तत्व के विवेकाधीन हैं मेसनरी निर्माण के 3 आयामी मॉडल पर पहुंचना संभव है और स्थिर रैखिक गैर रैखिक स्थिर और गतिशील विश्लेषण और प्रोग्राम है जो 3MURI नामक एक अन्य व्यावसायिक रूप से उपलब्ध प्रोग्राम है क्या आपको हमेशा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कार्यक्रमों पर निर्भर रहना चाहिए क्या मेसनरी का व्यवहार कुछ ऐसा है जिसे सरल गणनाओं का उपयोग करके आंका जा सकता है और इसका उत्तर बहुत हद तक हाँ है सरल चिनाई का व्यवहार निर्माण को सरल करके गैर रैखिक लोचदार रेंज में भी कब्जा किया जा सकता है लेकिन इस धारणा के साथ कि आपको इस तरह की बातों के बारे में पता होना चाहिए की मॉडलिंग और विश्लेषण में क्या होता हैं मैं एक साधारण समतुल्य स्थिर प्रक्रिया का संदर्भ दे रहा हूं जो कि एक सरल समतुल्य स्थिर प्रक्रिया को बढ़ावा देगा और इसे इस रूप में संदर्भित किया जाता है तो यह एक सरल तकनीक थी जिसे लगभग चार पाँच दशकों पहले विकसित किया गया था लेकिन गैर रैखिक सरल मेसनरी निर्माण पर विश्लेषण को बाहर निकालने के लिए यह एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक है बेशक एक बार जब कॉन्फ़िगरेशन जटिल होना शुरू हो जाता है तो कई कारक आते हैं जिनकी गणना करना हाथ से करना मुश्किल होता है तो मैं आपको सरल हाथ गणना आधारित प्रक्रिया के माध्यम से प्रासंगिक कराऊंगा तो आपने वास्तव में अनुमान लगाने के लिए गणना की है कि एक मेसनरी अप्रतिबंधित चिनाई दीवार की शियर क्षमता कितनी है यह प्रक्रिया सिर्फ कई पियर्स के गठन पर निर्भर करती है जो और मेसनरी की एक मंजिला क्षमता पर पहुंचाती है तो इस प्रक्रिया में आप क्या कर रहे हैं मूल रूप से अगर आप एक मेसनरी की दीवार को देख रहे हैं जिसमें छिद्र हैं तो आपके पास पीअर 1 पीअर 2 और पीअर 3 होगा यह दीवार पार्श्व बल के अधीन है और प्रत्येक पियर दीवार के पार्श्व लोड प्रतिरोध प्रणाली के अधीन है अब हम जानते हैं कि यदि हम सीमाओं की ज्योमेट्री की मान्यताओं के साथ एक समय में इनमें से किसी एक देखते हैं हाँ अगर यह एक खाली दीवार है जो कृति प्रोफ़ाइल पर निर्भर है अगर यह छिद्रित कतरनी की दीवार के बीच है तो आप एक निश्चित निर्धारित विकृति प्रोफ़ाइल पर विचार कर सकते हैं और स्पैन्ड्रेल की भूमिका को भी देख सकते हैं तो आप प्रत्येक पीअर को देखते हैं और प्रत्येक पीअर की क्षमता का अनुमान लगाते हैं हमने पीअर की क्षमता का आकलन करने की प्रक्रिया देखी थी और हम उसकी विफलता को नियंत्रित करना भी देखेंगे यह एक लचीलापन वर्चस्व वाला तंत्र है और आप अनुमान लगा सकते हैं की इसकी क्षमता क्या है अब यह आपको केवल पीअर की ताकत दे रहा है यह आपको केवल शियर की क्षमता दे रहा है लेकिन विश्लेषण करने के लिए आपको डेफोर्मेशन कैपेसिटी की आवश्यकता है इसलिए यह स्थापित करने के लिए की डेफोर्मेशन कैपेसिटी क्या है आपको दो अन्य चीज़ों की आवश्यकता है इसमे से एक है पीअर की कठोरता यही एचएन इंटरएक्शन से आता है और अक्षीय भार जो इस दीवार पर पड़ रहा है यह ध्यान रखते हुए की यह एक या दो मंजिला संरचना है आप यह स्थापित करने में सक्षम होंगे कि अक्षीय भार क्या है और उसके बाद इस दीवार की पार्श्व बल क्षमता या शियर क्षमता का मूल्यांकन कर पाएंगे हम यह भी पता करेंगे है कि कौन सा तंत्र विफल रहा है अब दीवार की ज्योमेट्री को देखते हुए आप यह भी स्थापित कर पाएंगे कि दीवार की कठोरता क्या है आप डेफोर्मेशन प्रोफाइल को या एक ब्रैकट विरूपण प्रोफ़ाइल को ध्यान में रखते हुए इस दीवार की इलास्टिक लेटरल स्टिफनेस का मूल्यांकन कर पाएंगे एक बार स्थापित होने के बाद आप मूल रूप से यह कहने में सक्षम होते हैं कि इस रेखा का ढलान क्या है आप जानते होंगे कि इस विशेष पीअर का H uक्या है आप यह स्थापित करने में सक्षम होंगे की विस्थापन पार्श्व विरूपण के अंत में इलास्टिक विरूपण क्या है हम यह विचार कर रहे हैं कि व्यवहार इस बिंदु तक रैखिक हैतो आप इलास्टिक विरूपण देख पाएंगे और यह जानने में सक्षम होंगे की दीवार की क्षमता और दीवार की पार्श्व कठोरता कितनी है एक बार ऐसा करने के बाद आपको यह जानना होगा कि इस दीवार की अधिकतम विरूपण क्षमता क्या है और मैं इस दीवार की अधिकतम विरूपण क्षमता पर कैसे पहुँचूंगा ऐसा करने के लिए बहुत सारे सरल अनुभवजन्य दृष्टिकोण उपलब्ध हैं जो दीवार की विकृति में अधिकतम क्षमता माप सकती है और आमतौर पर क्या किया जाता है की एक सरल अनुभवजन्य दृष्टिकोण निर्धारित होता है और आप यह मानते हैं की यदि दीवार शीअर में विफल हो रही है तो इसकी डेफोर्मेशन कैपेसिटी लगभग 04 से 05 प्रतिशत तक है यह बहाव के संदर्भ में है जो पार्श्व विस्थापन के अलावा और कुछ नहीं है बल्कि Δ है और यह उसकी ऊंचाई पर को Δh मानने पर है तो आपका ड्रिफ्ट और कुछ नहीं बल्कि Δh है और अगर यह फ्लेयर में शियर फेलिंग में विफल हो रहा है तो यह माना जाता है कि ड्रिफ्ट क्षमता अधिक है जो लगभग दोगुना है और 08 से 12 प्रतिशत है और ये संख्याएं हैं प्रयोगात्मक परीक्षणों से आई हैं आप मेरे साथ सहमत होंगे कि हमने हिस्टैरिक मेसनरी व्यवहार और हिस्टेरेटिक व्यवहार में विफलता को देखा है हमने देखा था कि डेफोर्मेशन कैपेसिटी बहुत ज़यादा होतीहै जब हमफ्लेक्सचर या रॉकिंग व्यवहार देखते हैं और ऐसे में शियर क्षमता काफी कम है और यही कारण है कि अंतिम बहाव कतरनी में विफल होने वाली चिनाई की दीवार के लगभग 04 माप की है जबकि फ्लेक्सचर या रॉकिंग में अंतिम बहाव उस मूल्य का दोगुना होगा इसलिए प्रारंभिक इलास्टिक विस्थापन को जानने के बाद अंतिम विस्थापन और कुछ नहीं बल्कि एच में अंतिम बहाव है और फिर आप यह स्थापित करने में सक्षम होंगे कि यह दूसरा बिंदु क्या है लेकिन वहाँ वक्र को प्लास्टिक और इलास्टिक माना जाता है और यह आपके hn इंटरैक्शन से निर्धारित होता है यह दीवार की कठोरता को जानने के बाद स्थापित किया गया है और हमे अंतिम विस्थापन क्षमता का पता चलता है और यहाँ हम यह मानते हैं की फेलियर मैकेनिज्म क्या है और संबंधित बहाव सीमा क्या होनी चाहिए और इसलिए आपके पास प्रत्येक पियर के लिए बाय लीनियर कर्व और आप इन तीन पीअर्स पियर्स 1 पियर 2 पियर 3 के लिए एक बाय लीनियर कर्व पाएंगे एक बार जब आपके पास 3 बाई रैखिक वक्र होते हैं तो आप देखते हैं कि दीवार की कुल क्षमता तीनो पीअर का योग है तो अंत में आप प्रत्येक पीअर 1 2 3 में बल विस्थापन का आंकलन कर रहे हैं और प्रत्येक पीअर का बिलिनियर बल विस्थापन वक्र देख रहे हैं अब दीवार की कुल क्षमता इन तीनों के योग के अलावा और कुछ नहीं बल्कि पार्श्व बल है और आपके पास प्रत्येक बिंदु के लिए पीअर 1 2 3 के लिए विस्थापन वक्र के जोड़ हैं लेकिन जब आप इस विस्थापन पर आते हैं तो पहला पीअर इलास्टिक हो जाता है और इसलिए आप देखते हैं कि जब यहां ढलान का परिवर्तन होता है मेरा मतलब शुरुआती चरण बनाम दूसरे चरण के बीच ढलान का बदलाव है क्योंकि पहला पीअर अब प्लास्टिक हो चुका है और आप सभी क्षमताओं को जोड़ना जारी रखते हैं और दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं और उस बिंदु पर वह पीअर इनेलास्टिक हो जाता है और इसलिए आप अगला परिवर्तन ढलान युक्त देखते हैं और इसके पीअर भी नहीं है और इसके कारण तीसरा पीअर भी इनेलास्टिक हो जाता है और इसलिए आप दीवार के समग्र वक्र के पठार तक ही पहुंचते हैं और फिर आप विस्थापन को जोड़ना जारी रखते हैं लेकिन जब आप इस विस्थापन घाट के अंतिम मूल्य पर पहुंचते है तब पीअर 3 सक्रिय नहीं रहता है तो आप अचानक क्षमता में गिरावट देखते हैं क्यूंकि तीसरा पीअर अब तस्वीर से बाहर है आपके पास केवल दो और पीयर बचे हैं आगे का विस्थापन इस बिंदु पर होता हैं जिसके बाद पीअर 1 भी विफल हो गया है और आपको केवल पीअर 2 बचा है और अंत में वह भी विफल रहता है इसकी फ्लेक्सुरल मैकेनिज़्मफेल हो गई है और यही वजह है कि पीअर 2 में बड़ी विरूपण क्षमता है इसलिए प्रत्येक पीअर की 3 बिलिनियर वक्रों को जोड़कर इस दीवार की पार्श्व बल क्षमता जानी जा सकती है अब आप देख सकते हैं की अगर आपके पास दो समानांतर दीवारें हैं तो क्या दो समानांतर दीवारों को जोड़ा जा सकता है ताकि आपको मंज़िल की कुल क्षमता मिल सके और इसके द्वारा आप वास्तव में एक मंज़िल की क्षमता पर पहुंच रहे हैं और यह क्षमता जानकर आप उस मंजिल की शियर क्षमता जान सकते हैं की तो शियर क्षमता जानकर आप अनुमान लगा पाएंगे कि पीअर 1 2 और 3 पर शियर क्षमता कितनी है आप पीअर 1 2 और 3 की क्षमताओं को जानते हैं और यह जांचने में सक्षम होंगे कि क्या क्षमता अनुपात 1 से कम है या 1 से अधिक है तो यह एक सरल तरीका है जो सिंपल मेसनरी निर्माण में गैर रैखिक विश्लेषण को पूरा करने के लिए उपलब्ध है हालाँकि जैसा मैंने कहा था यह काम कुछ दशक पहले आयोजित किया गया था और यह एक कार्यक्रम था जिसे स्लोवेनिया में 1978 में टोमजेविक विकसित किया गया था और इसे पुशओवर एनालिसिस ऑफ़ मेसनरीpushover analysis of masonry कहा जाता है और आप टोमजेविक की पुस्तक जो की भूकंप की मेसनरी प्रतिरोधी निर्माण पर है उसे पढ़ सकते हैं तो यह दृष्टिकोण वास्तव में आपको वैश्विक क्षमता स्थापित करने में मदद कर रहा है अब हमने एक दीवार को देखा यह कई दीवारों की एक सभा भी हो सकती है जहाँ टॉरशन होता है कुछ स्थितियों में आपके पास टॉरशन नहीं होगा अगर द्रव्यमान के केंद्र और उस मंजिला की कठोरता के केंद्र के बीच कोइन्सिडेंटcoincident नहीं है तो आप वास्तव में एक 3 आयामी मंजिला तंत्र कर सकते हैं हमने देखा है कि किस तरह के टॉर्सनल इफेक्ट का अनुमान लगाने से पर विचार किया जा सकता है जब हम द्रव्यमान का केंद्र और कठोरता के केंद्र को ध्यान में रखते हैं लेकिन अगर आप एक धारणा बना रहा है अगर आप 3 डी मंजिला तंत्र पर गणना कर रहे हैं हम यह मान रहे हैं कि आपके पास एक कठोर डायाफ्राम है जो वास्तव में सभी दीवारों को पकड़े हुए है और जिसके परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति होती है जहां केवल टॉरशन होता है तो इस तरह के दृष्टिकोण और दो तरीकों का उपयोग करके जो मैंने आपको पहले समकक्ष दिखाया था जो की फ़्रेम मॉडलिंग या मैक्रो एलिमेंट मॉडलिंग है आप मेसनरी की कुल वैश्विक पार्श्व क्षमता का अनुमान लगा सकते हैं आप यह स्थापित करने में सक्षम होंगे कि समग्र पार्श्व बल क्या है और विरूपण क्षमता पार्श्व के साथ पूरे क्षैतिज तत्वों में कैसे लोड लेती है हालाँकि यदि आप हमारे पहले के व्याख्यानों को याद करते हैं तो हमने इस तथ्य के बारे में बात की है कि एक मेसनरी इमारत आवश्यक रूप से हमेशा सही काम नहीं करती है जब तक कनेक्शन नहीं बीच की दीवारें अच्छी हैं और जब तक आपके पास एक कठोर डायाफ्राम नहीं है जो जुड़ा हुआ है सभी दीवारें अच्छी तरह से चिनाई वाली दीवारें वास्तव में स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी तो यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमने पहले बात की है जिसका अर्थ है कि यदि आप एक वैश्विक प्रणाली पर विश्लेषण करते हैं जहां दीवारें एक दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ी हुई नहीं हैं आप यह मान रहे हैं कि मेसनरी वास्तव में अभिन्न रूप से काम कर रही है लेकिन वास्तव में यह अभिन्न रूप से कार्य नहीं कर रही है और इसलिए यह अनुशंसा की जाती है कि आपको उन स्थितियों का ज्ञात हो जहां अभिन्न कार्रवाई के लिए मेसनरी संरचना का अच्छी तरह से निर्माण नहीं किया गया है विशेष रूप से उन बैंड के साथ जो अच्छी तरह से कोनों के साथ जुड़े हुए हैं जो और जिनका चेक करना आवश्यक है हम उनको स्थानीय चेक कहते हैं और वह यह देखने के लिए होता है कि क्या एक दीवार समग्र से पहले विफल हो सकती है और संरचना पार्श्व बलों का विरोध कर सकती है हमने पिछले तीन दृष्टिकोणों में जो देखा है वह हमें वैश्विक अनुमान क्षमता तक ले जाएगा हालाँकि अगर मेसनरी वाली इमारत अपनी दीवार के संदर्भ में अच्छी तरह से जुड़ी हुई नहीं है तो दीवार कनेक्शन और फर्श से दीवार कनेक्शन की दीवारें विफल होने लगेंगी और अगर आप यहाँ दो दीवारों की तसवीरें देखते हैं जो नीचे अंकित हैं तो आप पाएंगे की एक दीवार दूसरे से अलग है और समतल दिशा से बाहर निकलने की प्रवृत्ति होती है यह एक स्थानीय तंत्र है इसका मतलब है की पूरी संरचना रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है यह केवल एक दीवार है जो वास्तव में विफल हो गई है तो प्लेन मैकेनिज्म स्थानीय से बाहर हो सकता है लेकिन अगर आप दाईं ओर की तस्वीर देखते हैं तो मेसनरी की दीवारों में दरारें आ जाती हैं और यह एक इन प्लेन मैकेनिज्म होता हैं लेकिन वह इन प्लेन मैकेनिज्म सिर्फ इसलिए पूरा हो रहा है क्यूंकि इमारत एक इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम है और शियर की दीवारें विरोध कर रही हैं यह एक समस्या है अगर आप वैश्विक क्षमता का अनुमान लगाने के लिए उन तरीकों का उपयोग कर रहे है और इसे स्थानीय तंत्र कहा जाता है मैं यह आपको इसलिए बता रहा हूँ क्यूंकि वैश्विक जांच के अलावा आपको इन स्थानीय जाँचों की आवश्यकता भी है विशेष रूप से उन इमारतों में जहाँ कनेक्शन बहुत खराब हैं इसलिए इनमें से प्रत्येक तत्व कठोर ब्लॉक के रूप में व्यवहार कर रहे हैं जो बस पलट सकते हैं प्लेन डायरेक्शन से असफल सकते हैं तो यहाँ यह वास्तव में उस तत्व की ताकत पर निर्भर नहीं है यह बस पतन है जो उस तत्व के संतुलन के नुकसान के कारण है और इसलिए कठोर गतिशीलता का उपयोग किया जा सकता है और यह वही है जो ऐसे मामलों से भौतिक शक्ति के बजाय संतुलन के नुकसान के कारण होता है जैसा कि आप तस्वीर में दाएं निचले कोने में शियर विफलता के गठन को देख सकते हैं तो आम तौर पर आप उन तत्वों के दीवार पर कठोर शरीर व्यवहार को मानते हैं उदाहरण के लिए एक कठोर शरीर की तरह काम कर रही है और बस पलट रही है और आभासी कार्य का सिद्धांत उपयोग किया गया हैं यह अनुमान लगाने के लिए कि उस ब्लॉक को बनाने के लिए आवश्यक पार्श्व त्वरण क्या है एक तंत्र विकसित करना हैं और पलटने वाला बल उस प्रतिरोध बल के बराबर होता है जहाँ से आप त्वरण क्या हैं स्थापित करने में सक्षम है इसके पलट जाने के कारण क्षैतिज त्वरण आवश्यक है इसलिए यदि आप इस छोटे से उदाहरण को देखते हैं तो यहाँ दीवार के इस टुकड़े में सीमा विश्लेषण का उपयोग किया जाता है जो सतह की दिशा से बाहर निकलने में विफल होने की उम्मीद है तो आप ज्योमेट्री को जानते हैं आप कुल वजन जानते हैं और आप उस तत्व के प्रतिरोध का अनुमान लगा सकते हैं और गणना करें कि उस तत्व पर कौन सा बल आ रहा है और प्रतिरोध बल के लिए पलटने वाला बल के बीच का अनुपात करने में सक्षम हो जाएगा वो आपको बताते हैं कि त्वरण के किस स्तर पर अपेक्षित विफलता है और उस त्वरण के स्तर को उस छोटे तत्व के कुल भार के प्रतिशत के रूप में माना जाता है जिसे हम देख रहे हैं तो अगर P1 दीवार का स्वयं का वजन है पार्श्व बल कुछ α गुना P के बराबर है तो आप तंत्र गठन प्राप्त कर रहे हैं इसलिए यह कठोर शरीर की गतिशीलता हैं जो यहां पर विचार की जा रही है और इसकी जांच की जा सकती है वैश्विक जाँच के अलावा यह देखने के लिए कि क्या वहाँ अतिसंवेदनशील और असुरक्षित तत्व हैंमसोनरी संरचना में सतह विफलता तंत्र से बाहर कमजोर हैं इसलिए स्थानीय तंत्र जाँच आवश्यक हो जाती है खासकर जब मसोनरी निर्माण में कनेक्शन खराब होते हैं आप वेरिफिकेशन कैसे करते हैं मान ले की आप के पास भौतिक ताकत है यही कारण है कि हम ज्योमेट्री प्राप्त करते हैं आपको अवशिष्ट शक्ति प्राप्त करनी होगी और फिर अपनी क्षमता का अनुमान लगाएँ एक बार जब आप अपनी क्षमता का अनुमान लगा लेते हैं और आप जानते हैं कि संरचना पर डिमांड क्या हैं इस डिमांड की वेरिफिकेशन को पूरे ढांचे की क्षमता की आवश्यकता है कैसे ढाँचा बच रहा है पार्श्व कार्रवाई के एक स्तर के लिए जो संरचना के अधीन होने जा रहा है यह फ्लोचार्ट हैं जो कैप्चर करता है कि आप पार्श्व क्षमता का अनुमान कैसे लगाते हैं और इस बात की जाँच करें कि क्या भूकंपीय उत्तेजना के एक दिए गए स्तर के तहत संरचना जीवित रह पाएगी या नहीं यह न्यूजीलैंड के मानकों के संदर्भ में है2016 में संस्करण वास्तव में मौजूदा इमारतों को देखता है और आप कैसे मौजूदा इमारतों का भूकंपीय आकलन कर सकते हैं और यह बहुत अच्छी तरह से अवधारणाो को पकड़ लेता है जो हम अपने पाठ्यक्रम में पहले भी परखते रहे हैं तो भूकंपीय वेरिफिकेशन के लिए आप शुरू करते हैं आप उस घटक क्षमता का अनुमान लगाते हैं आप प्रत्येक दीवार की पार्श्व क्षमता का आकलन करना शुरू कर सकते हैं ऐसी दीवारें जो डायाफ्राम हो सकती हैं तो पहले आपको भूकंप भार पथ में प्रत्येक घटक भूकंपीय भार पथ की क्षमता स्थापित करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए आप पहले कदम में उस घटक क्षमता को निर्धारित करते हैं दूसरे चरण में समझें कि क्या संरचना में जो डायाफ्राम है क्या एक कठोर डायाफ्राम है या एक लचीला डायाफ्राम है और हमने देखा कि लचीले डायाफ्राम की परिभाषा में प्लेन विरूपण में एक निश्चित विशिष्ट मूल्य के भीतर कितना डेल्टा अधिकतम बनाम डेल्टा न्यूनतम होने जा रहा है अब डायाफ्राम की कठोरता एक निश्चित दृष्टिकोण हैयदि यह लचीला हैं तो आपके पास एक अलग दृष्टिकोण है क्योंकि अगर यह कठोर है तो पार्श्व बल वितरण कठोरता पर आधारित होने जा रहा है तो दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई एक्सेंट्रिसिटीज़ हैंअगर दिशा के अलावा कुछ एक्सेंट्रिसिटीज़ भी हैं तो आप यहाँ कुछ सावधानी बरतें इसलिए पहला सवाल यह है कि अगर डायाफ्राम कठोर है यदि यह एक कठोर डायाफ्राम के रूप में वर्गीकृत है तो आप शियर बल की मांग को वितरित करके एक उनकी कठोरता पर आधारित घटक पर पार्श्व भार विश्लेषण करते हैं और यह भी जांच लें कि क्या एक्सेंट्रिसिटीज़ होने के कारण टॉरशनल शियर की आशंका है तो उस अवस्था में आप जाँच करें कि क्या प्रत्येक घटक के लिए क्षमता अनुपात की मांग स्वीकार्य है आप को घटक की क्षमता पता है आप घटक पर शियर मांग को जानते हैं अगर शियर मांग शियर क्षमता एक से कम है तो जाँच करे तथा यह आपको बताएगा कि घटक डिमांड भूकंपरोधी होने में सक्षम होने जा रहा है यदि यह एक लचीला डायाफ्राम है तो आप जानते हैं कि यह सहायक क्षेत्र है जो निर्धारित करता है कि भूकंप की कितनी मांग घटक को जाने वाली है तो आप उसके आधार पर एक विश्लेषण करते हैं और फिर जांचते हैं कि क्या उस घटक के लिए क्षमता अनुपात है अब प्रत्येक घटक की जाँच करने की आवश्यकता है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटक तब निर्धारित करता है कि कुल संरचना की क्षमता क्या है इसलिए जब आप प्रत्येक घटक के लिए गणना कर रहे हैं या प्रत्येक स्टॉक घटक एक दीवार है जिसमें कई खंभे या कई दीवारें एक साथ अंदर होती हैं भूकंपीय लोड पथ खुद ही तो पहचाने कि इस संरचना में सबसे महत्वपूर्ण भार पथ कौन सा है इसके बाद निर्धारित किया जाएगा कि क्षमता और शियर की मांग क्या है जो संरचना का विरोध करने में सक्षम होने जा रही है तो आपको कुल आधार शियर कि संरचना मिल जाएगी जो आपके विश्लेषण से एक निश्चित मूल्य है लेकिन महत्वपूर्ण घटक केवल उस हिस्से का विरोध करने में सक्षम है इसका मतलब है संरचना की क्षमता अब संरचना पर आने वाली अपेक्षित मांग से कम है तो आप मूल रूप से क्रिटिकल तत्व की क्षमता या महत्वपूर्ण भार पथ के आधार पर बेस शियर को स्केल करने जा रहे हैं एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो उसे सफलतापूर्वक प्रसारित करना पड़ता है यदि उस शियर बल प्रतिरोध को सफलतापूर्वक एक से दूसरे घटक में प्रेषित किया जाना है नींव के लिए कनेक्शन अच्छा होना चाहिए इसलिए इस आधार शियर क्षमता के लिए आप जाकर देखेंगे कि कनेक्शन की पर्याप्तता क्या है तो यह जारी है और आपको जाँचना होगा कि क्या यह शियर बल अब सफलतापूर्वक डायाफ्राम पर प्रेषित किया जा सकता है और शियर कनेक्शन डायाफ्राम और घटकों और लोड विरोध घटकों के बीच भी प्रेषित किया जा सकता है तो इस स्तर पर हमें यह जाँचना होगा कि क्या कनेक्शन और डायाफ्राम पर्याप्त है यदि डायाफ्राम पर्याप्त कनेक्शन के माध्यम से पार्श्व बलों को प्रसारित करने में सक्षम है तो अब आपको जाँचना होगा कि क्या डायाफ्राम विकृति स्वीकार्य सीमा के भीतर है लेकिन अगर डायाफ्राम और कनेक्शन आधार शियर क्षमता को संचारित करने में असमर्थ हैं जो कि घटक लेने में सक्षम था तब एक समस्या है क्योंकि कनेक्टिविटी अब पर्याप्त कनेक्शन द्वारा प्रदान नहीं की गई है इसलिए आप स्थापित करेंगे कि कितना शियर बल वो कनेक्शन स्थानांतरित कर सकता है जो शियर बल बन जाता है जो कि इमारत विरोध करेगी न की घटक की शियर क्षमता तो आपको मूल रूप से अब शियर बल को मापना होगा जो भवन प्रतिरोध करने में सक्षम होगा क्योंकि कनेक्शन शियर का विरोध करने में सक्षम नहीं हैं जो घटक कि क्षमता हैं इसलिए आप वैश्विक क्षमता को कम करते हैं और फिर आप या तो इस तरह से नीचे आते हैं या डायाफ्राम और उनकी पर्याप्तता के आधार पर दूसरे तरीके से नीचे आते हैं और फिर उस स्तर पर जाँच करें कि क्या क्षैतिज डायाफ्राम जब यह पार्श्व बल प्राप्त करता है जिसकी हम बात कर रहे हैं क्या वो डायाफ्राम विस्थापन स्वीकार्य सीमा के भीतर हैं तो यह अंतिम जांच है जो कि क्षैतिज डायाफ्राम की विकृति को सीमित करता है और स्वीकार्य हैं फिर वह शियर ताकत वास्तव में संरचना की वैश्विक क्षमता है यदि यह असमर्थ है तो आपको यह स्थापित करना होगा कि यह शियर बल जो क्षैतिज डायाफ्राम की विकृति को अपनी सीमा तक ले जाता है वही वास्तविक संरचना की क्षमता हैं इसलिए आप उस क्षमता की तुलना समग्र आधार शियर से करेंगे जो संरचना के अधीन की जा रही है और आप देखेंगे कि कई मामलों में यदि कनेक्शन पर्याप्त नहीं हैं यदि डायाफ्राम पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है समग्र संरचना की क्षमता गंभीर है कुल आधार शियर के संबंध में समझौता किया गया है कि संरचना विरोध करने में सक्षम होगी तो यह सरल फ्रेम वर्क आपको कनेक्शन के महत्व का सम्मान करने की संभावना देता है और फिर मसोनरी लोड असर निर्माण में व्यक्तिगत तत्वों की क्षमताओं पर भी विचार करना होगा इसलिए यह सब मूल रूप से यह पहचानने की ओर ले जाता है कि क्या संरचना मजबूत करने की आवश्यकता है संरचना को फिर से बनाने की आवश्यकता है तो यह कुछ ऐसा है जिसे मैं इस पाठ्यक्रम के भीतर नहीं ले रहा हूँ लेकिन ये दो ऐसे मानक जो आप संदर्भित कर सकते हैं फिर आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस संरचना का आप आकलन कर रहे हैं उसमें भूकंप जोखिम में कमी हैं और हां फिर से कनेक्शन की पर्याप्तता डायाफ्राम की पर्याप्त कठोरता और घटकों की पर्याप्त शियर क्षमता पर ध्यान केंद्रित करना होगा तो आप मूल रूप से इन तीनों स्तरों के कनेक्शन पर काम अच्छा होना चाहिए डायाफ्राम बलों का संचारण करने में सक्षम होना चाहिए और प्रत्येक घटक का विरोध करने में सक्षम होना चाहिए और इसीलिएहस्तक्षेपों को इन तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा दो मानक हैं एक भारतीय मानक है जो मसोनरी इमारतों के मूल्यांकन की मरम्मत और मजबूती को देखता है यह एक दिशा निर्देश दस्तावेज़ है और डिज़ाइन हस्तक्षेप या मजबूत उपायों को करने में कई गणनाएं नहीं हैं लेकिन एक व्यापक दस्तावेज़ है जो मसोनरी के निर्माण को मजबूत करने के लिए मूल्यांकन को देखता है ASCE दस्तावेज़ ASCE 41 एक दस्तावेज़ है जो वास्तव में देखता है कि क्या आप मौजूदा इमारतें या विभिन्न प्रकार के भवन में भूकंपीय पुनर्वास के लिए काम कर रहे थे और निश्चित रूप से उनमें से एक अध्याय मसोनरी वाली इमारतों से संबंधित है आपको अलग चरणों का पालन करना होगा और विभिन्न विकल्पों को देखा जा सकता है इसलिए इसके साथ ही हम इस पाठ्यक्रम का समापन करते हैं और यह अंतिम मॉड्यूल था जिसमें मसोनरी निर्माण के मूल्यांकन को देखा गया हैं मुझे आशा है कि आप ने पाठ्यक्रम का आनंद लिया होगा